नमस्कार आज हम ट्रिपल इंटिग्रल के बारे में पढ़ेंगे हमने डबल इंटिग्रल के बारे में पढ़ा और इसके एप्लिकेशन भी देखे आज हम ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे तो यहां हम मूलरूप से ट्रिपल इंटीग्रल का आकलन करना सीखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे परिभाषित करते है जैसे डबल इंटीग्रल में हमने क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटा था उसी तरह से तीन आयाम के क्षेत्र को भी बाँटेंगे क्षेत्र को n उप क्षेत्रों में बांटेंगे और इन क्षेत्रों के वॉल्यूम को V1δV2δVn से संबोधित करेंगे तो हमने इस तीन आयाम के क्षेत्र को छोटे उप क्षेत्रों में बांट दिया है और हर उपक्षेत्र के लिए उसके वॉल्यूम को V1δV2δVnसे संबोधित किया है j'th उप क्षेत्र में एक मनमाना बिंदु xjyjzj लेंगे यह दो आयाम जैसा ही है जहाँ डोमेन को छोटे सेल्स में बाँटा गया था फिर हर सेल से एक बिंदु लिया गया था और उस बिंदु के अनुरूप फ़ंक्शन का मान प्राप्त कर कर उसका क्षेत्रफल से गुणा किया था फिर इन सभी को संयुक्त कर कर इसका लिमिट लिया गया था और यहाँ से यह डबल इंटीग्रल बन गया था यहां भी हम इसी प्रकार का योग लेंगे जहां सभी Vj वॉल्यूम को फ़ंक्शन के मान से गुणा कर कर संयूकत करेंगे j'th उप क्षेत्र में इस बिंदु xjyjzj पर फ़ंक्शन का मान प्राप्त करेंगे और इन सभी क्षेत्रों पर वॉल्यूम का योग करेंगे यानी कि j 0 से n तक बदल रहा है अब हम लिमिट लेंगे जब n इंफिनिटी की ओर अग्रसर है या फिर दूसरे तरीके से लिमिट लेंगे यानी की Vj शून्य को अग्रसर है यह इसलिए कर पायें हैं क्यूंकि अब डोमेन स्थिर है तो अगर n इंफिनिटी को अग्रसर है तब यह उप क्षेत्र इंफिनिटी की ओर अग्रसर होंगे इसका मतलब है हर क्षेत्र में वॉल्यूम शून्य की ओर अग्रसर है अगर लिमिट का अस्तित्व है जब n इंफिनिटी को अग्रसर है तब हम इसे इंटीग्रेशन कहेंगे हम तीन आयाम में या फिर ट्रिपल इंटीग्रल के लिए यह नोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो यहां वोल्यूम जो कि तीन आयाम में क्षेत्रफल है के लिए इंटीग्रेशन में यह तीन प्रतीक इस्तेमाल करेंगे फिर इस वोल्यूम के ऊपर यह फ़ंक्शन fxyz है और फिर इसके बाद यह परिभाषा आती है जिस मे Vj के साथ इस फ़ंक्शन f को जोड़ दिया जाता है और फिर इसकी लिमिट लिया जाता है जब n इंफिनिटी की ओर अग्रसर होता है अब हम इसकी भौतिकी व्याख्या देखेंगे अगर यहां f नहीं है यानी कि मूल रूप से केवल Vj है और इनका योग प्राप्त करते है यानी कि इन क्षेत्रों के वॉल्यूम का योग करते हैं और उसके बाद इसकी लिमिट लेते हैं तो हम वॉल्यूम प्राप्त कर रहे है इस तरह से f बराबर 1 मानने पर हमें डोमेन का वॉल्यूम प्राप्त होगा डबल इंटीग्रल का इस्तेमाल भी हमने वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए किया था परंतु वहां डबल इंटीग्रल से हमें प्लेन के अंतर्गत वॉल्यूम प्राप्त होता था इस स्थिति में f बराबर 1 रखने पर हमें असल में डोमेन का वॉल्यूम प्राप्त होता है वहां हमने डोमेन का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए डबल इंटीग्रल में फ़ंक्शन बराबर 1 सब्सिट्यूट किया था और इस फ़ंक्शन के बिना हमें इंटीग्रेशन करने पर डोमेन का क्षेत्रफल प्राप्त होता है लेकिन इस स्थिति में फ़ंक्शन f को 1 के बराबर रखने पर डोमेन का वॉल्यूम प्राप्त होता है क्योंकि यहां तीन आयाम में डोमेन दी गई है तो यह ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम को वर्णित करता है VfxyzdVj1nfxjyjzjVj इसे हम ट्रिपल इंटीग्रल के एक एप्लीकेशन की तरह मान सकते है तो हम ट्रिपल इंटीग्रल का मूल्यांकन कैसे करेंगे अगर हमें डबल इंटीग्रल का मूल्यांकन ज्ञात है तो ट्रिपल इंटीग्रल का मूल्यांकन करना भी आसान होगा तो यह एक तरह से सिंगल इंटीग्रेशन के इटरेटिव कंप्यूटेशन के विचार जैसा है यह सबसे अंदर का इंटीग्रेशन है यह x के संदर्भ में सिंगल इंटिगरेशन है x के लिए लिमिट्स सामान्य तौर पर y और z फ़ंक्शन में होगी सब से अंदर के इंटिग्रेशन का मूल्यांकन करने पर एक फ़ंक्शन प्राप्त होगा अब x फ़ंक्शन में नहीं होगा क्योंकि लिमिट्स y और z में है इसलिए फंक्शन y और z में होगा यानी कि इंटिग्रांड y और z का फंक्शन होगा सामान्य तौर पर अंदर के इंटिग्रेशन का मूल्यांकन करने पर हमें y और z में फ़ंक्शन प्राप्त होगा एक बार अंदर के इंटिग्रेशन को हल करने के बाद हम इसके बाहर के इंटिग्रेशन को हल करेंगे जो कि y के संदर्भ में होगा y के संदर्भ में इंटीग्रेशन प्राप्त करने पर यहाँ एक z का फ़ंक्शन प्राप्त होगा अंत में हम इस फ़ंक्शन का z के संदर्भ में इंटीग्रेशन करेंगे और अब लिमिट का स्थिर होना जरूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन का मान एक स्थिर संख्या है और हम इंटीग्रेशन इस पूरे वॉल्यूम पर प्राप्त कर रहे है यानी की इस वॉल्यूम के हर x yz बिंदु पर तो अंत में इस इंटीग्रेशन का मान x yz से से मुक्त होगा VfxyzdV तो जब हम लिमिट्स निर्धारित करेंगे तब इन सामान्य सी बातों का हमें ध्यान में रखना होगा इस इंटीग्रेशन के लिए यानी कि जब सबसे अंदर के इंटिग्रेशन का x के संदर्भ में मूल्यांकन करेंगे तब लिमिट्स y और z में होंगी इसका मूल्यांकन करने के बाद यहां से x हट जाएगा और फ़ंक्शन y और z में होगा फिर हम इंटीग्रेशन y के संदर्भ में करेंगे जहां लिमिट्स z के फ़ंक्शन में होंगी जैसे की यहाँ पर 1z और 2z है और सब से बाहर के इंटिग्रेशन की लिमिट्स स्थिर होंगी और अंत में हमें इस इंटीग्रेशन का मान प्राप्त करना होगा जो कि x y और z से मुक्त होगा VfxyzdVzaby1z2zxf1yzf2yzfxyzdxdydz जब लिमिट्स स्थिर है तब डबल इंटीग्रल की भांति इसमें भी इंटीग्रेशन का क्रम महत्वहीन होगा

abcdeffxyzdxdydzefcdabfxyzdzdydx cdefabfxyzdzdxdy देखें यहां लिमिट e से f तक है और यहां भी लिमिट e से f तक ही है तो हम आसानी से इंटीग्रेशन का क्रम बदल सकते हैं अगर लिमिट्स स्थिर हैं तथा हम dx dz dx dy का क्रम भी बदल सकते हैं और उसके अनुरूप लिमिटस भी बदल देते है लेकिन सामान्य तौर पर जब यहां पहले की तरह इंटिग्रांड में फ़ंक्शन होगा तब इसका क्रम बदलना थोड़ा कठिन होता है जैसे कि डबल इंटीग्रल में आकलन करने में थोड़ा ध्यान रखा था उसी प्रकार हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी क्रम बदलते हुए ध्यान रखना होगा यहां हमें लिमिट्स अलग से निर्धारित करनी होगी लेकिन अगर लिमिट्स स्थिर है तो क्रम आसानी से बदला जा सकता है अब हम इसका मूल्यांकन करते है यह पहला उदाहरण है I0a0x0xyexyzdzdydx यहाँ एक बहुत ही आसान फ़ंक्शन लिया गया है एक्स्पोनेंशियल फंक्शन exyz और इसका पहले z y और फिर xके सन्दर्भ में इंटीग्रेशन करना है

I0a0xexyz 0xydydx0a0xe2xy exydydx 0ae2xy2 0xdx 0aexy 0xdx120ae4x e2x 2e2x exdx 120ae4x 3e2x2exdxe4a8 34e2aea 38 तो इस तरह से इसका मूल्यांकन करते है इस इंटीग्रेशन को इट्रेशन टेकनिक से हल करना होगा तब यह सिंगल इंटीग्रेशन बन जायेगा तो पहले इसका z के सन्दर्भ में फिर y के सन्दर्भ में और अंत में x के सन्दर्भ में मूल्यांकन करेंगे अब दूसरा उदाहरण देखेंगे जहाँ हमें ∭Rdxdydzxyz13 इंटीग्रेशन का मूल्यांकन करना है और R क्षेत्र दिया गया है जो की x0y0z0xyz1 से घिरा है ध्यान रहे यहाँ यह सब सरफेस है क्योंकि यह क्षेत्र तीन आयामी है तो यह x0 y z प्लेन है यह y0 xz प्लेन है और z0 xy प्लेन है और एक और प्लेन xyz1दी गई है

हमे सफ़ियर x2y2z2a2तथा सर्कुलर सिलेंडर x2y2ax के कॉमन भाग का वॉल्यूम प्राप्त करना है सिलेंडर का xy प्लेन पर प्रोजेक्शन एक सर्कल है जिसका केंद्र a20 है तो अब वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए इंटेग्रांड नहीं होगा और यह इंटीग्रेशन V के सन्दर्भ में होगा तो हमे कॉमन एरिया का वॉल्यूम प्राप्त करना है यहाँ भी सबसे मुख्य भाग लिमिट्स प्राप्त करना है पहले हम z के संदर्भ में लिमिट प्राप्त करेंगे

मान ले अगर हमने z के संदर्भ में इसे पक्का कर लिया है तब हम इस पूरे वॉल्यूम को xy प्लेन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और जब हम इसे xy प्लेन पर प्रोजेक्ट कर लेंगे तो यह दो आयाम में हो जाएगा और हमें दो आयाम में लिमिट्स निर्धारित करना आता है यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है जिन्हें लेक्चर बनाने में इस्तेमाल किया गया है